इसलिए अब हम कनेक्टेड वीहिकल पर व्याख्यान के दूसरे भाग में कनेक्टेड वीहिकल के बारे में अपनी चर्चा जारी रखने जा रहे हैं हम इंटेलिजेंट कनेक्टेड वीहिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं तो इंटेलिजेंस का मतलब है कि यह विभिन्न प्रकार के सॉफ़्टवेयर के कार्यान्वयन के साथ आता है अलग अलग चीजों को बुद्धिमानी से अलग अलग इनफॉरमेशन भविष्यवाणियों इत्यादि का प्रदर्शन किया जा सकता है हार्डवेयर के आधार पर प्राप्त डेटा के आधार पर वगैरह यह एंबेडेड है या ऐतिहासिक डेटा से जो साइट पर साइट से अलग अलग वाहनों से एकत्र किया गया है और लोगों ने अतीत में भेजे गए विभिन्न वाहनों को फिर से भेजा है तो उस ऐतिहासिक डेटा के आधार पर विभिन्न प्रकार के इन्फरन्स किए जा सकते हैं ताकि समझदारी से निर्णय लिया जा सके इसलिए यहां मूल रूप से आप जानते हैं कि जब हम किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सॉफ़्टवेयर के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर मूल रूप से विभिन्न प्रकार के एनालिटिक्स के विभिन्न प्रकार के मशीन लर्निंग के तरीकों का उपयोग करता है और इसलिए ये जो एकत्र किए गए डेटा के शीर्ष पर लागू होंगे और जो डेटा एकत्र किया गया है वह विभिन्न सेंसर से है और ये सेंसर एक्ट्यूएटर्स हैं और इसी तरहनीचे डिवाइस हैं बेस डिवाइस फिजिकल प्रेमडिवाइस जो मूल रूप से इस जानकारी की प्रोक्योरमेंट में मदद करते हैं जो एकत्रित हो जाते हैं तो आइए हम एक विशेष परिदृश्य पर विचार करें जैसे कि इंटेलिजेंट कनेक्टेड वीहिकल के लिए हम 2 परिदृश्यों पर विचार करें पहले परिदृश्य में हमारे पास एक सड़क है जिस पर एक वाहन है और ये सभी अलग अलग वाहन भी सड़क पर चल रहे हैं और फिर एक पासरबाई है इसलिए इन सभी विभिन्न वाहनों और हम इस तरह के एक बहुत ही सरल कॉन्फ़िगरेशन पर विचार कर रहे हैं तो क्या होता है जब यह वाहन इन वाहनों को सड़क पर ले जा रहा हो और हम कहें कि यह लेन है और एक वाहन है जो इस विशेष वाहन को पारित करने की कोशिश कर रहा है तो आप जानते हैं कि एक योजना के साथ आना संभव हो सकता है जिसके माध्यम से ये वाहन एक दूसरे की मदद करेंगे इसलिए उनके बीच कोई टक्कर नहीं है तो वहाँ है इन्हें किसी योजना के इंफोर्समेंट या इंफोर्समेंट या इंप्लीमेंटेशन की सहायता से संभव बनाया जाना चाहिए जो विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग पर आधारित है इसलिए इस विशेष उदाहरण में हम इस वाहन और इस वाहन के बारे में बात कर रहे थे ताकि टकराव से बचने के लिए एक दूसरे का सहयोग किया जा सके और इन विभिन्न वाहनों में अलग अलग वाहनों से अलग अलग सेंसर से एकत्रित किए गए डेटा की मदद से इसे संभव बनाया जा सके अलग अलग सड़क के किनारे की यूनिट से प्राप्त होने वाली जानकारी मुझे सड़क के किनारे की यूनिट को ठोस ब्लॉक के रूप में दर्शाती है तो इस डेटा से और इस तरह से भी डेटा इसलिए इन सभी सूचनाओं को एक साथ एकत्र किया जाएगा किसी प्रकार का सहयोग प्रवर्तन योजना होगी जो सहकारी खेल सिद्धांत संबंधी दृष्टिकोण या कुछ का उपयोग कर सकती है जैसे 2 योजनाओं के साथ आते हैं या ड्राइविंग पर निर्णय लेने के लिए आते हैं इसलिए ये वाहन एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रख सकते हैं और वे टकराते नहीं हैं तो यह एक परिदृश्य है एक अन्य चीज हमें एक और उदाहरण पर विचार करने दे सकता है जहां हमने कहा है कि यह एक हाईवे नहीं है लेकिन आप जानते हैं कि यह इस तरह से एक शहर चौराहा है और आमतौर पर जैसा कि आप जानते हैं कि चौराहों में कोनों में अलग अलग ब्लाइंड स्पॉट अलग अलग इमारतें हो सकते हैं या हो सकता है कि कोई पार्क किया गया हो तो हम कहें कि ये एक चौराहे के कोनों में अलग अलग इमारतें हैं या हो सकता है कि यहाँ कुछ पार्क किए गए वाहन हैं तो ऐसा क्या हो सकता है कि ये पार्क किए गए वाहन हैं जो वे अक्सर ब्लाइंड स्पॉट बनाते हैं और ब्लाइंड स्पॉट के कारण जो हो सकता है वह एक वाहन है जो इस स्थान से आ रहा है और यदि वे इस रास्ते को मोड़ना चाहते हैं और एक और वाहन जो आ रहा है इस तरह से वे टकरा सकते हैं क्योंकि यह वाहन इसे नहीं देख सकता है यह कोई इनको नहीं देख सकता है और वे टकरा सकते हैं तो इसी तरह के अन्य प्रकार के परिदृश्यों से आप यह भी जान सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट को शामिल करने के बारे में सोचा जाए और हम इस चीज़ से कैसे बचें तो यहाँ भी ये हो सकता है कि फिर से ब्लाइंड स्पॉट के कारण टक्कर हो और इंटेलिजेंट कनेक्टेड वीहिकल इस परिदृश्य में भी मदद कर सकते हैं तो ये सहयोग कर सकते हैं इसलिए वहां जो अन्य वाहन हैं और उनमें सेंसर लगे हुए हैं जैसे कि इस विशेष परिदृश्य में वे सभी इन 2 वाहनों की मदद के लिए एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं इसलिए वे एक दूसरे से नहीं टकराते है तो हमारे पास ICV का एक परिदृश्य और ICV इंटेलिजेंट कनेक्टेड वीहिकल का दूसरा परिदृश्य है तो आइए हम आगे देखें और देखें कि आगे हमारे लिए क्या है इसलिए जब हम इंटेलिजेंट कनेक्टेड वीहिकल के बारे में बात करते हैं तो हम इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हम पहले से ही विभिन्न ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा कर चुके हैं कम्युनिकेशन चैनल पेडेस्ट्रियन को एक साथ आने वाले विभिन्न उद्देश्यों के मामलों के कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक इंटेलिजेंट फैशन में शामिल करते हैं तो आइए हम ICV के बारे में कुछ तकनीकी पृष्ठभूमि को देखें तो अमेरिकी परिवहन विभाग और फेडरल कम्युनिकेशन लोकेटेड ने बैंड 5850 5925 मेगाहर्ट्ज़ में 75 मेगाहर्ट्ज़ एलोकेट किया इसलिए यह 75 मेगाहर्ट्ज़ बैंड इंटरनेट इंटेलिजेंट जुड़े वाहनों के लिए समर्पित स्पेक्ट्रम के रूप में है इसलिए अमेरिका ने पहले ही कर दिया है ICV के लिए उनके पास अलग से लोकेटेड 75 मेगाहर्ट्ज़ बैंड है और ICV के लिए यह विशेष बात DSRC तकनीक द्वारा समर्थित है जिसके बारे में हमने संबंधित वाहन के व्याख्यान की इंटेलिजेंट के पहले भाग में बताया था इसलिए पहले भाग में हमने 2 प्रकारों के बारे में बात की एक डीएसआरसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दूसरी एक वेव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसलिए इस भाग के लिए मूल रूप से आईसीवी के लिए मूल रूप से 75 मेगाहर्ट्ज़ संचार है कि डीएसआरसी का उपयोग आमतौर पर किया जाता है और IEEE समवर्ती रूप से इस प्रोटोकॉल 80211 पी और IEEE के साथ आया है IEEE 1609 DSRC कार्यान्वयन के लिए 2 विभिन्न मानकों के रूप में है तो 2 अलग मानक 1 80211 पी हैं सरल स्टैंडअलोन 80211 प्रोटोकॉल मानक नहीं है तो पी 11 पी और 160 क्षमा करें 1609 IEEE मानकों का उपयोग ICV कार्यान्वयन के लिए भी किया जाता है और ऑटोमोटिव इंजीनियरों का सोसाइटी SAE J 2735 और J 29452 के साथ इस विशेष सोसाइटी द्वारा विभिन्न मानकों के साथ आया है तो 1609 आटोमोटिव कनेक्शन परस्पर वाहनों के लिए है इसलिए इन मानकों और विभिन्न ड्राफ्ट से मैं गुजरने वाला हूं तो P16090 यह वेव आर्किटेक्चर के लिए एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड है और यह वेव आर्किटेक्चर मैंने पहले ही आपको वेव प्रोटोकॉल से पहले बताया था तो वेव आर्किटेक्चर मूल रूप से इस विशेष रूप से एक विशेष डॉक्यूमेंट P1609 के ड्राफ्ट में फिर 16091 2006 ये मूल रूप से रीसोर्स मैनेजर के दृष्टिकोण से एक वेव के लिए ट्रायल यूज स्टैंडर्ड के बारे में लेता है 2 2006 अनुप्रयोगों और संदेशों के प्रबंधन के लिए सिक्योरिटी सर्विस के साथ वेव के लिए ट्रायल यूज स्टैंडर्ड है 3 2007 वेव के लिए ट्रायल यूज स्टैंडर्ड है जिसमें विभिन्न नेटवर्किंग सेवा मौजूद है 4 2006 मल्टीचैनल ऑपरेशन के साथ वेव के लिए ट्रायल यूज स्टैंडर्ड है और P160911 इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए वर्ष डेटा एक्सचेंज प्रोटोकॉल से अधिक है इस प्रकार अगर आप इसे देखते हैं तो DSRC प्रोटोकॉल ऐसा दिखता है जैसा कि इस विशेष आकृति में दिखाया गया है हमारे पास बहुत नीचे तल है यह केवल भौतिक नहीं है तो इसमें 80211 फिजिकल शामिल है और इन दोनों में 80211p का MAC बहुत नीचे है तो हमारे पास 16094 है जो कि DSRC WAVE MAC है और फिर शीर्ष पर हमारे पास DSRC वेव शॉर्ट रेंज मैसेजिंग प्रोटोकॉल 16093 और भी है नियमित आईपीवी 6 और टीसीपी आईपी परिवहन के रूप में टीसीपी यूडीपी और सुरक्षा शीर्ष पर सुरक्षा मैसेजिंग सामान्य सेवाओं वगैरह जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों में सुरक्षा कुछ ऐसी है जो इन सभी अलग अलग परतों में वर्टिकल रूप से कटती है तो पॉइंट 2 IEEE 16092 में सुरक्षा का ड्राफ्ट तैयार किया गया है अब चरण एक में इंटरनेट खेद इंटेलिजेंट कनेक्टेड वाहन विकास के चरणों में यह माना जाता था कि आपको रिमोट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के साथ इन्फोटेनमेंट सेवा की उपलब्धता के लिए सुविधाओं का पता था और यह 2 जी 3 जी टेक्नोलॉजी पर आधारित था चरण 2 जिसमें मूल रूप से 4 जी LTE शामिल था या DSRC और यहां इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पर ध्यान केंद्रित किया गया था और चरण 3 मूल रूप से इन सभी वाहनों को उस चरण से कनेक्ट करना था जो चरण 3 था अब आइए हम कुछ ICV परिदृश्यों को आगे की टक्कर के वार्निंग सिनेरियो पर देखें तो हमारे पास ये विभिन्न वाहन हैं जो सड़क पर चल रहे हैं हमारे पास यह वाहन है और ये 3 अलग अलग वाहन हैं और यह विशेष वाहन है इसलिए वे सभी आपको यह जानकारी होगी कि गति के संबंध में यह जानकारी दिशा को तोड़ने की स्थिति और इसलिए इन पर और उनके आधार पर आप जिस टक्कर कोर्स को जानते हैं उसका सहकारितापूर्वक अनुमान लगा सकते हैं इसलिए कि वे एक दूसरे से नहीं टकराते हैं तो यह सड़क पर ब्लाइंड स्पॉट को जानने का एक उदाहरण है तो आप जानते हैं कि विशेष रूप से ब्लाइंड स्पॉट कोने में मौजूद हैं क्योंकि मैं आपको एक अलग तरह के परिदृश्य के लिए बहुत शुरुआत में बता रहा था तो यह हो सकता है तो ऐसा होता है कि एक विशेष वाहन आ रहा होता है जब एक मानव होता है जो पास होने की कोशिश कर रहा होता है तो इस वाहन को इस तरह से आना चाहिए था इस मानव को इस पैदल मार्ग पर पैदल चलना था इसलिए जब वे पार करने की कोशिश करते हैं तो वाहन और मानव के बीच दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना हो सकती है जो पार करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वे एक दूसरे की दृष्टि के भीतर नहीं थे और कोने पर घर पर इस विशेष निर्माण की वजह से तो आप जानते हैं इसलिए इस तरह के परिदृश्य का ख्याल रखते हुए ये V2P परिदृश्य असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा परिदृश्य कुछ ऐसा था जिसे इंटेलिजेंट कनेक्ट किए गए वाहनों में माना जाता था वीहिक्यलर एड हॉक नेटवर्क ICV के मूल में है इसलिए जब हम वाहनों के तदर्थ नेटवर्क के बारे में बात करते हैं तो हम 3 विभिन्न प्रकार के संचारों के बारे में बात कर रहे हैं कम से कम नंबर एक संचार वाहन के अंदर हर वाहन के अंदर बहुत सारे सेंसर होते हैं बहुत सारे एक्ट्यूएटर होते हैं विभिन्न प्रकार के अन्य एम्बेडेड डिवाइस होते हैं इन विभिन्न ट्रांसमीटरों रिसीवर और आदि होते हैं तो इन व्हीकल कम्युनिकेशन एक है फिर एड हॉक कम्युनिकेशन आता हैएड हॉक कम्युनिकेशन बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ये व्हीकल एक दूसरे से कम्यूनिकेट कर पाएंगे तो वाहन से वाहन संचार सीधे या कुछ मध्यवर्ती वाहन के माध्यम से हो सकता है जो संदेशों के रिले के रूप में कार्य करेगा इसलिए वाहन संचार सीधे या रिले के माध्यम से और बुनियादी सुविधाओं पर आधारित संचार शायद सड़क के किनारे यूनिट या मोबाइल टावरों और इसी तरह की मदद से हो सकता है तो ये वीहिकल कम्यूनकेशन इन वीहिकल कम्यूनकेशन ऐड हाक कम्यूनकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित संचार के 3 अलग अलग डोमेन हैं इसलिए इन व्हीकल संचार के लिए अलग अलग ओबीयू ऑनबोर्ड यूनिट हैं जो मूल रूप से वाहनों पर तय की जाती हैं इसलिए ये वाहन उनके पास इन वाहनों में से प्रत्येक में उनके पास एक या एक से अधिक OBU ऑन बोर्ड यूनिट हैं जो उन्हें ADAS यूनिट एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यूनिट के रूप में भी जाना जाता है जिसमें अलग अलग सेंसर होते हैं जैसे कि कैमरा प्रॉक्सिमिटी सेंसर इंजन सेंसर ऐक्चूऐटर रडार और इतने पर संचार मुख्य रूप से कंट्रोलर एरिया नेटवर्क वीहिक्यलर पावर लाइन नेटवर्क और ईथरनेट के माध्यम से होता है तो ये 3 विशिष्ट रूप से उपयोग किए जाने वाले संचार उपकरण संचार सुविधाएं संचार नेटवर्क हैं जिनका उपयोग किया जाता है तो हमारे पास ऐसा कुछ है यह पूरा वाहन है और वाहन में हमारे पास ये OBUs हैं जो ऑनबोर्ड यूनिटों को अलग अलग सेंसर इंजन सेंसर से युक्त रेडार प्रॉक्सिमिटी सेंसर और कैमरों को शामिल करते हैं और ये सभी एक दूसरे के साथ विभिन्न संचार तकनीकों जैसे कंट्रोलर एरिया नेटवर्क VPLN और ईथरनेट की मदद से जुड़े हुए हैं ऐड हाक डोमेन में फिर से हमारे पास ये OBU हैं लेकिन हम OBU पर विचार कर रहे हैं जो मोबाइल हैं और ये वाहन मूल रूप से एक दूसरे से बात कर सकते हैं और साथ ही सड़क के किनारे RSUs के साथ भी लेकिन इन सड़क के किनारे यूनिट को इस विशेष आर्किटेक्चर में स्टैटिक माना जाता है तो संचार मोड या तो V2V या V2I हो सकता है और संचार 80211p IEEE स्टैंडर्ड का उपयोग करते हुए DSRC स्टैक के माध्यम से किया जाता है तो आइए सड़कों पर चलते इन वाहनों के इस विशेष परिदृश्य पर विचार करें इसलिए इन वाहनों में से प्रत्येक का अपना अलग OBU होता है जैसे कि हर वाहन में एक या अधिक OBU होते हैं और ये RSUs सड़क के किनारे की यूनिट होती हैं और इस तरह के वाहन से वाहन संचार के लिए अलग अलग प्रकार का संचार संभव है या वाहन से RSS संचार वाहन तक RSU संचार के लिए इसलिए यह V2V है और यह V2I इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वाहन है क्योंकि RSUs सड़कों पर फिक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है तो यही कारण है कि इसे V 2 I के इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है और यह इंटेलिजेंट कनेक्टेड वाहनों के मामले में VANETs के मामले में भी माना जाता है कि ये RSU इंटरनेट RSU से जुड़े हैं सड़क किनारे की यूनिक भी इंटरनेट से जुड़ी हैं इसलिए मूल रूप से आरएसयू में इंटरनेट कनेक्टिविटी है और इस तरह से इस इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग सड़क पर इन विभिन्न वाहनों को प्रदान किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में RSUs मूल रूप से इंटरनेट से जुड़े होते हैं RSUs की उपस्थिति में वाहनों को इंटरनेट VV2I इंटरफेस के माध्यम से इंटरनेट पर संचार कर सकते हैं इसलिए जब RSU मौजूद होते हैं तो ऐसा लगता है कि वाहन V2I इंटरफेस के माध्यम से इंटरनेट पर संचार कर रहे हैं जबकि जब RSU मौजूद नहीं होते हैं तो वाहन एक दूसरे के साथ या इंटरनेट से सेलुलरजैसे 3G 4G LTE द्वारा संचार करते हैं तो ये 2 परिदृश्य हैं जिन्हें यहाँ पर दर्शाया गया है कि मैंने अभी यहाँ उल्लेख किया है a RSU का परिदृश्य मौजूद है और जब RSU मौजूद है तो आप जानते हैं तो RSU में गेटवे के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी है और इंटरनेट कनेक्टिविटी मूल रूप से V2I और V2V संचार करने में मदद करती है और यह RSU के अनुपस्थित होने का परिदृश्य है और यहाँ मूल रूप से आप जानते हैं कि RSU अनुपस्थित है जो सुझाव दिया गया है कि 3 जी 4 जी वगैरह जैसे सेलुलर संचार के मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद लेना है और 3 जी 4 जी एलटीई की मदद से आप जानते हैं इन वाहनों को वे एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम होंगे अब V2X कम्युनिकेशन के फायदे क्या हैं इसलिए हम पिछले व्याख्यान में याद करते हैं कि हमने वी 2 एक्स के बारे में बात की थी इसका मतलब है कि किसी भी चीज के लिए वाहन को मूल रूप से संचार करने के लिए क्या फायदे हैं क्योंकि यह नंबर एक है ट्रैफिक सुरक्षा बढ़ जाती है वाहन चालक सुरक्षा बढ़ाता है यात्रा का समय क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है तो आप अपने सिस्टम की गणना कर सकते हैं ऑनबोर्ड सिस्टम की गणना 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कर सकते हैं यात्रा के अनुकूलित समय क्या हैं आप अलग अलग रूट के लिए विभिन्न संभावनाओं को जानते हैं वगैरह और कैसे यात्रा की जा सकती है और ईंधन की खपत और सुरक्षित यात्रा सुरक्षा की दक्षता आप जानते हैं इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि यह सब एक साथ जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं कि आप सुरक्षित कर सकते हैं सुरक्षित तरीके से पॉइंट A से पॉइंट B तक यात्रा करने का तरीका क्या है ईंधन की खपत वैसे ही कम हो सकती है तो कम विजिबिलिटी या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में ड्राइव करने के लिए एफिशिएंट फ्यूअल कंजंक्शन आसान है नुकसान में व्यक्तिगत डेटा के डेटा कंट्रोल कलेक्शन की गोपनीयता के नुकसान का उल्लंघन शामिल है डेटा का माध्यमिक उपयोग दिलचस्प है डेटा का माध्यमिक उपयोग इन डेटा का मतलब है जो आप सभी जानते हैं तो यह क्या होने वाला है जो आप इसका उपयोग करने जा रहे हैं जो आप जानते हैं इसलिए क्या डेटा का कोई गैर इच्छित उपयोग होगा तो अनाधिकृत संस्थाओं द्वारा उपयोग किए गए डेटा का द्वितीयक उपयोग समान है और वाहनों के आंदोलनों पर नज़र रखना संभव है तो आप जानते हैं कि यह संभव है कि आप इन सभी अलग अलग वाहनों को प्राप्त कर सकते हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं यदि किसी प्रकार का सुरक्षा रिसाव है या ऐसा कुछ है जो इन वाहनों के बारे में स्थिति और मूव्मन्ट के पैटर्न और फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन कर सकता है तो यह मूल रूप से बहुत अच्छी बात नहीं है अगर कुछ वल्नरबिलिटी हैं जो मूव्मन्ट की ट्रैकिंग हैं और इन विभिन्न वाहनों की स्थिति का स्थानीयकरण अन्य नुकसान हैं तो इसके साथ हम कनेक्टेड वीहिकल पर दूसरे व्याख्यान के अंत में आते हैं वास्तव में हमने पहले व्याख्यान और दूसरे व्याख्यान में कनेक्टेड वीहिकल के बारे में बात की है और साथ ही हमने कनेक्टेड वीहिकल इंटेलिजेंट कनेक्टेड वीहिकल वे विभिन्न आर्किटेक्चर वे विभिन्न स्टैंडर्ड जो उपयोग किए जा सकते हैं उनके विभिन्न फायदे और नुकसान को देखा है इन चीजों में से एक के बारे में समझने से और जो कुछ भी हमने मॉड्यूल एक और मॉड्यूल 2 के हिस्से के रूप में समझा उन्हें लागू करना और इस तरह की आर्किटेक्चर को सक्षम करने के लिए एक मंच के साथ आना देखा है